अभिवादन मॉड्यूल 2 यूनिट 8 में आपका स्वागत है यह असेसमेंट पैटर्न और असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर आधारित है हमने CO की प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में प्रौद्योगिकी की प्रकृति और भूमिका को देखा है इस इकाई के आउटकम हैं एक इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एक मूल्यांकन पैटर्न और मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करने की प्रक्रिया को समझना

मूल्यांकन की पद्धति एक संस्थान से दूसरे संस्थान में काफी भिन्न होती है विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न संस्थानों में मूल्यांकन को लागू करने के तरीके में भी भिन्नता है लेकिन मोटे तौर पर हम मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं सतत आंतरिक मूल्यांकन और सेमेस्टर अंतिम परीक्षा CIE और SEE को दिए गए प्रासंगिक वेटेज भी एक संस्थान से दूसरे संस्थान में काफी भिन्न होते हैं टियर 2 संस्थानों में जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं आमतौर पर सीआईई को दिया गया वेटेज लगभग 20 है और सेमेस्टर एंड परीक्षा का वेटेज 80 है तो यह 2080 है लेकिन स्वायत्त संस्थानों में यह अलग अलग हो सकता है और 6040 तक जा सकता है तो ऐसे संस्थान स्वायत्त हैं जो एसईई को 60 अंक और सीआईई को 40 अंक आवंटित करते हैं लेकिन स्वायत्त संस्थान में अधिक सामान्य आवंटन 5050 है और गैर स्वायत्त संबद्ध संस्थान 2080 हैं ये सबसे आम संख्याएं हैं लेकिन ये सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अलग अलग हैं और अधिकांश मूल्यांकन के लिए अभी भी लिखित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है निरंतर आंतरिक मूल्यांकन या आंतरिक मूल्यांकन इसके संबंध में निरंतर आंतरिक मूल्यांकन में उपयोग किए जा सकने वाले मूल्यांकन उपकरणों की संख्या और विविधता संस्थान या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा दिए किए गए दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है जिसमे व्यापक भिन्नता हो सकती है ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां आप CIE के एक भाग के रूप में केवल दो टेस्ट हो सकते हैं और उनका औसत CIE अंकों के रूप में लिया जाता है ऐसे संस्थान हैं जहां 3 टेस्ट आयोजित किए जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ 2 का चयन किया जाता है और उनका औसत CIE के रूप में लिया जाता है ऐसे संस्थान भी हैं जहां शिक्षक को सीआईई के कुछ अंकों के संबंध में स्वतंत्रता है और शिक्षक कुछ अंकों के लिए क्विज़ असाइनमेंट मिनी प्रोजेक्ट का प्रबंधन कर सकता है कुछ अंकों के लिए यह अनिवार्य रूप से लिखित परीक्षा के रूप में होना चाहिए इसलिए संभावित मूल्यांकन उपकरणों की विविधता और इन उपकरणों में जाने वाले प्रश्नों के प्रकार संस्थानों में भिन्न होते हैं लेकिन सभी मामलों में समग्र रूप से लिया गया आंतरिक मूल्यांकन सभी सीओ को पर्याप्त रूप से संबोधित करना चाहिए और यह कई संस्थानों के लिए एक बड़ी चुनौती है विशेष रूप से बाद के सीओ का आकलन करना चुनौती बन जाता है उदाहरण के लिए यदि 8 सीओ हैं तो सीओ 7 और 8 का आकलन करना आम तौर पर एक चुनौती है क्योंकि जब तक निर्देश सामग्री CO7 और CO8 को उजागर करती है तब तक आमतौर पर अंतिम परीक्षण किया जा चुका होता है इसलिए आंतरिक मूल्यांकन को इस तरह से डिजाइन करने में चुनौतियां हैं कि सभी सीओ को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है और इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए काफी योजना बनाने की आवश्यकता होती है इसके बिना यह संभव है कि CIE CO प्राप्ति की गणना के लिए डेटा प्रदान करने में अपर्याप्त होगा इसलिए इस इकाई में हम पहले से ही योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो एक उपयुक्त सीआईई के साथ साथ उपयुक्त एसईई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सीआईई में पहला कदम होगा उपलब्ध दिशानिर्देशों के आधार पर प्रशिक्षक को सीआईई के लिए इन उपकरणों मे उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन विवरण और अनुसूची को अंतिम रूप देना जैसा कि मैंने उल्लेख किया है केवल 2 टेस्ट हो सकते हैं या 2 टेस्ट और कुछ प्रश्नोत्तरी हो सकते हैं या टेस्ट प्रश्नोत्तरी असाइनमेंट हो सकते हैं या टेस्ट और एक मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है इसलिए इन सभी मामलों में हमें पहले इन मूल्यांकन उपकरणों के विवरण और उनके लिए आवंटित अंकों के साथ साथ उस विशेष उपकरण को कब देना है इन सभी को पूरी तरह से तय कर लेना होगा हम यहां जो देखते हैं वह एक उदाहरण है जहां प्रशिक्षक 2 टेस्ट की योजना बना रहा है प्रत्येक 15 अंकों के लिए फिर 2 क्विज़ प्रत्येक 5 अंकों के लिए और 2 असाइनमेंट फिर से प्रत्येक 5 अंकों के लिए कुल 50 अंक प्राप्त करने हैं और शेड्यूल जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 सप्ताह 7 और सप्ताह 13 में निर्धारित हैं 2 क्विज़ सप्ताह 5 और सप्ताह 14 में निर्धारित हैं और असाइनमेंट 1 और 2 एक सप्ताह 9 में जमा किया जाना है और दूसरा सत्र 15वें सप्ताह में जमा किया जाना है अब जब ये सत्रीय कार्य छात्रों को दिए जाते हैं तो प्रशिक्षक को यह तय करना होता है कि छात्र को सत्रीय कार्य पर काम करने और जमा करने के लिए कितना समय देना है लेकिन यह माना जाता है कि सत्रीय कार्य का विषय छात्र को काफी पहले ही बता दिया जाता है और जिस सप्ताह इसे जमा किया जाना है वह पहले ही पता चल जाता है तो इस तरह की योजना बनाने के लिए पहला कदम होगा उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण और इन उपकरणों के प्रशासन के लिए अनुसूची बनाना यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल्यांकन योजना में जो दर्शाया गया है वह अंतिम अंक होगा उदाहरण के लिए असाइनमेंट 1 के लिए 5 अंक है लेकिन छात्रों को दिया गया वास्तविक असाइनमेंट ज़रूरी नही 5 अंकों का ही हो मैं इसे 20 अंक के लिए दे सकता हूं ऐसे मामलों में छात्रों के प्रदर्शन को अंत तक उचित रूप से बढ़ाया जा सकता इसका मतलब है कि 20 अंकों के लिए एक असाइनमेंट 1 दिया जाता है फिर अंतिम अंकों को 4 से विभाजित किया जाता है ताकि छात्रों के प्रदर्शन को उचित रूप से बढ़ाया जा सके प्रश्नोत्तरी और सत्रीय कार्यों को डिजाइन करते समय यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्हें आवंटित कुल अंक छोटे होंगे और इतने कम अंकों के लिए एक उपकरण डिजाइन करना बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता है तो मैं 20 अंकों के लिए प्रश्नोत्तरी डिजाइन कर सकता हूं और फिर इसे 5 अंकों तक बढ़ा सकता हूं प्रशिक्षक की आवश्यकता और सुविधा के आधार पर किसी भी मूल्यांकन उपकरण के लिए इस प्रकार का स्केलिंग हो सकती है असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और उनके शेड्यूल पर निर्णय लेने के बाद हमें अब सीओ को देखना चाहिए प्रत्येक सीओ के लिए तीन चीजें हैं जो हमें तय करनी होंगी नंबर एक सीआईई के लिए कुल अंक में से सीओ को आवंटित किए जाने वाले अंक इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास CIE के लिए 50 अंक हैं और CO1 CO2 CO3 वगैरह को कितने अंक आवंटित किए जाएंगे एक विशेष सीओ के लिए आवंटित किए जाने वाले अंक जो हमें तय करने होंगे फिर प्रासंगिक मूल्यांकन उपकरणों पर इन अंकों का वितरण यह संभव है कि हम एक विशेष सीओ को 2 3 मूल्यांकन उपकरणों पर कवर करते हैं उदाहरण के लिए CO1 को परीक्षण 1 के साथ साथ प्रश्नोत्तरी 1 और असाइनमेंट 1 में भी संबोधित किया जाएगा तो टेस्ट 1 में कितने अंक आवंटित किए जाएंगे Q 1 में कितने होंगे और असाइनमेंट 1 में कितने होंगे यह हमें तय करना होगा साथ ही इस सीओ से संबंधित मूल्यांकन वस्तुओं के संज्ञानात्मक स्तर को भी देखना होगा इस पर हम फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे अंक आवंटन करते समय यह देखना होगा कि कुल सीआईई अंकों में से एक विशिष्ट सीओ को कितने अंक आवंटित करे जाहिर हैयह प्रशिक्षक की पसंद है किंतु प्रत्येक सीओ का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सीओ को शून्य से अधिक अंक आवंटित किए जाने चाहिए यह जरूरी है कि प्रशिक्षक आवंटित किए जाने वाले अंकों पर निर्णय लेने में दो महत्वपूर्ण मापदंडों पर विचार करे उनमें से एक सीओ विशेष पर दिए जाने वाले कक्षा के घंटों का अनुपात है यदि हम एक विशेष सीओ को पर काफी समय बिताते हैं लेकिन उस सीओ को आवंटित अंकों की संख्या काफी कम है तो यह बहुत अस्वाभाविक हो जायेगा इसलिए सीओ को समर्पित कक्षा के घंटों का अनुपात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन यह इस अर्थ ये नहीं है कि कक्षा का इतना प्रतिशत सीओ को समर्पित है इसलिए सीआईई के निर्धारित 50 अंक के समान प्रतिशत उस सीओ को समर्पित है ऐसा नहीं है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसे एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए और बाद के पाठ्यक्रमों में उस सीओ के सापेक्ष महत्व के बारे में व्यक्तिपरक धारणा जिसे भी ध्यान में रखा जा सकता है इन मापदंडों के आधार पर अंत में प्रशिक्षक को यह तय करना होता है कि एक विशिष्ट सीओ को कितने अंक आवंटित किए जाने हैं इसलिए यह स्वतंत्रता अभी भी प्रशिक्षक के पास है लेकिन ये ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें उस संख्या पर निर्णय लेने में ध्यान में रखा जा सकता है

उदाहरण के तौर पर एक पाठ्यक्रम में हम एक CO CO5 को देखते हैं मान लें कि कक्षा के सत्रों की कुल संख्या 56 है और इसमें से CO5 को 8कक्षा दी गई है जो कि 14 प्रतिशत है और कुल CIE अंक 50 के बराबर है इसलिए यदि आप समान प्रतिशत से सख्ती से चलते हैं तो हमें 7 अंक मिलेंगे केवल CO5 को 7 अंक आवंटित करना संभव है लेकिन प्रशिक्षक इस CO5 को बाद के पाठ्यक्रमों के लिए अधिक महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण मानता है तो प्रशिक्षक ने CO5 को वास्तव में 10 अंक आवंटित किए हैं जो बिल्कुल ठीक है तो प्रशिक्षक द्वारा किसी विशेष सीओ को आवंटित अंक इन दो कारकों पर निर्भर करते हैं लेकिन अंत में यह प्रशिक्षक की डिजाइन पसंद है तो CO5 के लिए आवंटित अंक 10 हैं उसी फैशन प्रशिक्षक को प्रत्येक सीओ को आवंटित किए जाने वाले अंक तय करने होते हैं और निश्चित रूप से कुल जो भी अंक सीआईई के लिए दिए गए हैं उन्हें आना चाहिए इस मामले में सीआईई के लिए कुल अंक 50 हैं तो अंक आवंटन मान लें जैसा कि यहां दिखाया गया है सीओ5 के अलावा सभी सीओ के 8 अंक तथा CO5 के10 है तो हमारे पास 8x5 40 है प्लस 10 50 अंक यह विकल्प प्रशिक्षक की पसंद है यह आवश्यक नहीं है कि CO1 CO2 CO3 CO4 और CO6 सभी का वजन समान 8 होना चाहिए इस मामले में प्रशिक्षक ने ऐसा ही फैसला किया है लेकिन यह उन कारकों के आधार पर CO से CO में भिन्न हो सकता है जिन पर हमने चर्चा की तो प्रशिक्षक को सीओ को इस तरह के सीआईई अंक आवंटन पर निर्णय लेना होगा प्रत्येक सीओ के लिए हमने पहले ही अंक निर्धारित कर लिए हैं अब प्रशिक्षक को संबंधित मूल्यांकन उपकरणों पर इन अंकों के वितरण पर निर्णय लेना चाहिए यह प्रशिक्षक की पसंद है अनिवार्य रूप से हम जो कह रहे हैं वह यह है कि एक विशेष सीओ को सभी उपकरणों द्वारा संबोधित किया जाता है एकमात्र बाधा यह है कि यदि किसी सीओ को एक मूल्यांकन उपकरण द्वारा संबोधित किया जाना है तो उस सीओ से संबंधित निर्देशात्मक सामग्री का अध्ययन उस विशेष मूल्यांकन उपकरण के निर्धारित समय से पहले होना चाहिए कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए एक उदाहरण के रूप में हमने देखा कि T1 सप्ताह 7 के लिए निर्धारित है अब पाठ योजना इंगित करती है कि CO6 सप्ताह 12 और 13 के लिए नियोजित है जाहिर है कि CO6 को T1 द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है वास्तव में यह पहले आंतरिक मूल्यांकन की योजना में एक बड़ी बाधा हुआ करती थी जहाँ केवल 2 परीक्षण होते हैं और परीक्षण 2 तक अधिकांश मामलों में प्रशिक्षकों ने केवल संबंधित निर्देश सामग्री के पहले 4 या 5 सीओ के लिए कवर किया होगा शेष सीओ को अभी भी पाठ योजना के अनुसार कवर किया जाना है लेकिन पहले ही अंतिम मूल्यांकन उपकरण समाप्त हो गया है इसलिए अनिवार्य रूप से हमारे पास बाद के कुछ सीओ के संबंध में कोई प्रदर्शन डेटा नहीं था यह उस तरह की मूल्यांकन योजना में एक बड़ी कमी थी इसलिए कई स्वायत्त संस्थानों ने इसे बहुत पहले महसूस किया और वे अन्य मूल्यांकन उपकरण लाए परीक्षणों के अलावा जिसे बाद के सीओ को संबोधित करने के लिए सेमेस्टर में बाद में किया जा सकता था अन्यथा बाद के सीओ को संबोधित करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए अन्य मूल्यांकन उपकरण जैसे क्विज़ या असाइनमेंट बाद के सीओ को कवर करने के लिए नितांत आवश्यक हो जाएंगे इसलिए इस बाधा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक को मूल्यांकन उपकरण तय करना होता है जिसका उपयोग किसी विशेष सीओ को संबोधित करने के लिए किया जाएगा यह एक वैध योजना का एक उदाहरण है वैध से हमारा तात्पर्य यह है कि जिस समय मूल्यांकन उपकरण निर्धारित किया जाता है उस समय तक कक्षा में उस सीओ से संबंधित निर्देश सामग्री पूरी हो चुकी होती है तो CO1 के लिए पहले से आवंटित कुल अंक हमने देखा है कि 8 है और इसके लिए अंकों का आवंटन प्रश्नोत्तरी1 में 3 और T1 में 5 हैं कुल 8 अंक और जब तक क्विज़ 1 आयोजित किया जाता है या T1 आयोजित किया जाता है CO1 से संबंधित सामग्री को क्लास रूम में पूरा कर लिया गया है तो छात्र प्रश्नोत्तरी 1 और T1 लेने के लिए तैयार है जिसमें CO1 से संबंधित प्रश्न हैं इसी तरह प्रत्येक सीओ के लिए हमें यह तय करना होगा कि वे कौन से मूल्यांकन उपकरण हैं जिनमें उस सीओ को संबोधित किया जाना है मान लीजिए कि हमने प्रत्येक CO के लिए ऐसा किया है उदाहरण के लिए CO6 जो कि पाठ्यक्रम का अंतिम CO है हम देख सकते हैं कि यह किसी भी परीक्षण द्वारा कवर नहीं किया गया है क्योंकि जब तक हम परीक्षण 2 को पूरा करते हैं तब भी हमने वास्तव में CO6 से संबंधित सामग्री का अध्ययन नही किया है CO6 से संबंधित निर्देशात्मक सामग्री बहुत बाद में आती है तो इस CO6 को टेस्ट 1 या टेस्ट 2 द्वारा संबोधित नहीं किया गया है इसके बजाय कुछ हद तक इसे प्रश्नोत्तरी 2 द्वारा 3 अंकों के लिए संबोधित किया जाता है लेकिन शेष अंक वे सभी असाइनमेंट 2 में संबोधित हैं और हमने देखा है कि असाइनमेंट 2 जमा करने की निर्धारित तिथि काफी देर से है तो उस समय तक CO6 से संबंधित निर्देश सामग्री काफी अच्छी तरह से पूरी हो चुकी होगी और एक छात्र के पास असाइनमेंट पूरा करने और उसे जमा करने के लिए पर्याप्त समय होगा इसलिए इस तरह की योजना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक सीओ को सेमेस्टर में फैले एक या एक से अधिक मूल्यांकन उपकरणों में यथोचित रूप से संबोधित किया जाए

एक सीओ को आवंटित किए जाने वाले अंकों का निर्धारण करने के बाद और उस सीओ को संबोधित करने वाले मूल्यांकन उपकरणों का निर्धारण करने के बाद अगला प्रमुख मुद्दा प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों पर अंकों का वितरण है अब सामान्य तौर पर एक आकलन मद का संज्ञानात्मक स्तर सीओ के स्तर के समान होने की उम्मीद है यदि सीओ विश्लेषण स्तर पर है तो यह उम्मीद की जाती है कि मूल्यांकन आइटम भी विश्लेषण स्तर पर है यदि सीओ लागू स्तर पर है तो मूल्यांकन मद भी लागू स्तर पर होना चाहिए हालांकि व्यवहार में अधिकांश प्रशिक्षक विभिन्न कारणों से मूल्यांकन आइटम को निम्न संज्ञानात्मक स्तरों पर सेट करते हैं यह हो सकता है कि निचले स्तर का भी आकलन करना महत्वपूर्ण हो यह हो सकता है कि वे पहले उस स्तर पर परीक्षण करना चाहते हैं फिर दक्षता हासिल करने के मामले में छात्रों की प्रगति देखना चाहते हैं इसलिए कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण हमारे पास निम्न संज्ञानात्मक स्तरों से मूल्यांकन आइटम हो सकते हैं यदि कोई विशेष सीओ लागू स्तर पर है तो मेरे पास उस सीओ से संबंधित कुछ प्रश्न समझ के निचले स्तर या याद स्तर के हो सकते हैं इसका मतलब है कि उस सीओ से संबंधित मेरे पास याद स्तर पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं कुछ प्रश्न लागू स्तर पर और कुछ प्रश्न समझ के स्तर पर भी हो सकते हैं निचले संज्ञानात्मक स्तरों से संबंधित मूल्यांकन मदों को दिए गए वेटेज का निर्णय प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है यदि कोई सीओ लागू स्तर पर है तो मैं उसके लिए कितने अंक आवंटित करता हूं और निचले स्तरों को मैं कितने अंक आवंटित करता हूं जो समझने और याद रखने योग्य हैं बेशक उसके भीतर कितने अंक के समझना स्तर और कितने अंक याद रखनाके स्तर के लिए है यह भी प्रशिक्षक की पसंद पर है लेकिन निश्चित है कि निम्न संज्ञानात्मक स्तरों से संबंधित मूल्यांकन मदों को दिया गया वेटेज 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए बेशक यह 40 कोई जादुई आंकड़ा नहीं है आप 35 या 30 प्रतिशत भी तय कर सकते है प्रशिक्षक को इस के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता है लेकिन अगर यह 50 फीसदी से ज्यादा है तो आकलन कमजोर नजर आता है यदि कोई सीओ लागू स्तर पर है और यदि हमारे मूल्यांकन आइटम मुख्य रूप से केवल निचले स्तरों को संबोधित कर रहे हैं आमतौर पर वह मूल्यांकन निम्न गुणवत्ता वाला माना जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा नहीं हो रहा है आमतौर पर एक अभ्यास है जिसका पालन कई संस्थानों द्वारा किया जाता है कि मूल्यांकन उपकरण गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया से गुजरते हैं जहां उपकरण को इस प्रकार के दिशानिर्देशों के खिलाफ मान्य किया जाता है इसलिए कुछ प्रकार के दिशा निर्देशों का होना भी आवश्यक है जैसे कि निम्न संज्ञानात्मक स्तरों से संबंधित मूल्यांकन वस्तुओं को अधिकतम भार क्या दिया जा सकता है 40 प्रतिशत एक उचित संख्या है जिसका हम प्रस्ताव कर रहे हैं लेकिन प्रशिक्षक को इस संख्या को बदलने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी तरह का पूर्व विचार करें कि निम्न संज्ञानात्मक स्तरों को आवंटित अंकों का प्रतिशत क्या हो सकता है वास्तव में यदि आप ओबीई ढांचे से पहले के समय में सेमेस्टर के अंत के प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो बहुत से लोगों ने शिकायत की थी कि प्रश्न पत्रों में याद रखने के बहुत कम संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित प्रश्न होते हैं और कभी कभी केवल याद रखने और समझने वाले प्रश्न होते हैं भले ही छात्र से अपेक्षित योग्यताएं उच्च संज्ञानात्मक स्तरों पर थीं इसलिए प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक तरीके से अग्रिम योजना बनानी होगी कि प्रश्न पत्र उचित गुणवत्ता का हो तथा जिन मूल्यांकन उपकरणों की योजना बनाई जा रही है वे प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों पर सीओ को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं

एक उदाहरण के तौर पर हम CO5 को देखते है CO5 के लिए कुल 10 अंक निर्धारित हैं अब मान लें कि CO5 लागूएप्लाई स्तर पर है तो मैं इस स्तर के लिए कितने अंक आवंटित करता हूं और समझने और याद रखने के निचले स्तरों को मैं कितने अंक आवंटित करता हूं यह एक विकल्प है जहां प्रशिक्षक ने लागू स्तर पर मूल्यांकन वस्तुओं के लिए 6 अंक और निचले स्तर पर मूल्यांकन वस्तुओं के लिए 4 अंक रखने का निर्णय लिया है इन 4 अंकों को फिर से 2 अंकों में समझ के स्तर पर और 2 अंकों को याद स्तर पर विभाजित किया जाता है अब ऐसा लग सकता है कि यह बहुत अधिक विवरण है लेकिन इस तरह की योजना बनाना आवश्यक है यदि मूल्यांकन अच्छी गुणवत्ता का हो और हम पहले ही देख चुके हैं कि अच्छी गुणवत्ता का मूल्यांकन अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की कुंजी है आकलन सीखने को संचालित करता है इसलिए जब तक मूल्यांकन की योजना पहले से सावधानीपूर्वक नहीं बनाई जाती है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मूल्यांकन अच्छी गुणवत्ता का होगा इसलिए हालांकि यह उचित मात्रा में विवरण की तरह दिखता है यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी मूल्यांकन आइटम सभी सीओ को प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों पर संबोधित करते हैं इसलिए अच्छी गुणवत्ता मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की योजना बनाना लगभग नितांत आवश्यक है अगला प्रमुख मुद्दा यह है कि विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों पर अंकों के वितरण पर निर्णय लेने के बाद हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि ये अंक किसी दिए गए सीओ के लिए पहले से नियोजित मूल्यांकन उपकरणों को कैसे आवंटित किए जाते हैं एक सीओ के लिए हमने पहले ही तय कर लिया है कि सीओ को संबोधित करने वाले सभी मूल्यांकन उपकरण क्या हैं अब हमने पहले ही तय कर लिया है कि उस सीओ को कितने अंक किस संज्ञानात्मक स्तर पर आवंटित किए जाने हैं अब अंतिम निर्णय यह है कि इन अंकों को मूल्यांकन उपकरणों पर कैसे वितरित किया जाए उदाहरण के लिए मान लें कि CO5 के लिए मूल्यांकन उपकरणों पर अंकों का वितरण टेस्ट 2 8 अंक और प्रश्नोत्तरी 2 2 अंक है ध्यान दें कि यह वही उदाहरण है जो हमारे पास पहले था अब इन दो उपकरणों में अंकों का वितरण हमें तय करना होगा हमने पहले ही तय कर लिया है कि एप्लाई स्तर पर हमें 6 अंक चाहिए और मुद्दा यह है कि ये 6 अंक टी 2 के होंगे और समझने के स्तर पर हम 2 अंक चाहते थे और ये 2 अंक भी टी 2 में होंगे और याद स्तर पर हमें 2 अंक की आवश्यकता है और इन्हें प्रश्नोत्तरी 2 में शामिल किया जाएगा इसलिए प्रासंगिक मूल्यांकन उपकरणों में संज्ञानात्मक स्तरों पर CO5 से संबंधित अंकों का वितरण इस प्रकार है टेस्ट 2 में CO5 से एप्लाई स्तर पर 6 अंकों के लिए 2 अंकों के लिए समझ के स्तर पर मूल्यांकन आइटम होंगे प्रश्नोत्तरी 2 में याद स्तर पर 2 या 1 आइटम होगा जो CO5 से संबंधित 2 अंकों के लिए होगा तो यह एक विशेष सीओ के लिए योजना प्रक्रिया को पूरा करता है और यह हमें सभी सीओ के लिए करना चाहिए सभी सीओ के लिए हमें उस सीओ को आवंटित कुल अंक मूल्यांकन उपकरण जिसमें उस सीओ को संबोधित किया जा रहा है और संज्ञानात्मक स्तर जिस पर मूल्यांकन वितरित किया जाना है तय करना होगा यह हमें सीआईई योजना के सारांश की ओर ले जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है सीआईई उपकरणों का निर्धारण प्रत्येक उपकरण के लिए अंक और इन उपकरणों की समय सारणी यह पहला कदम है फिर प्रत्येक सीओ के लिए सीआईई के लिए अंक आवंटित करें इन अंको को चयनित CIE उपकरणों में वितरित करना और प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों के लिए अंक निर्धारित करना

यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें इस तरह की एक टेबल मिल सकती है CO1 का वास्तविक संज्ञानात्मक स्तर समझना है और इसे टेस्ट 1 और क्विज़ 1 मे कवर किया जा रहा है टेस्ट 1 को 5 अंक और क्विज़ 1 को 3 अंक आवंटित किए जाते हैं मूल रूप से CO1 को दो उस स्तर पर उपकरणों T1 और Q1 में कवर किया जा रहा है और T1 में 3 अंक होंगे यह यहां नहीं दिखाया गया है लेकिन इसका मतलब है कि शेष 2 अंक याद स्तर पर जाते हैं तोT1 में भी हमने कुछ अंक एक स्तर पर और शेष अंक निचले स्तर पर किए हैं इसी तरह CO2 आप देख सकते हैं कि यह T1 प्रश्नोत्तरी 1 के साथ साथ असाइनमेंट 1 में भी शामिल है तो यह 3 मूल्यांकन उपकरणों में फैला हुआ है CO3 जो लागू स्तर पर है उसे T1 और असाइनमेंट 1 में संबोधित किया गया है इसी तरह CO4 को T2 में और असाइनमेंट 1 में संबोधित किया गया है फिर T2 में CO5 और क्विज़ 2 आपने नोटिस किया है कि CO6 को किसी भी टेस्ट में संबोधित नहीं किया गया है न तो T1 और न ही T2 इसे केवल क्विज़ 2 और असाइनमेंट 2 में संबोधित किया गया है जो बहुत बाद में आते हैं तो मूल रूप से जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि सीओ के लिए जो अंक आवंटित किए गए हैं वे विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों पर फैले हुए हैं समान संज्ञानात्मक स्तर और निम्न संज्ञानात्मक स्तर और वे CIE के लिए विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों में फैले हुए हैं तो यह CIE योजना प्रक्रिया को पूरा करता है बेशक हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि टी1 टी2 क्विज़ 1 क्विज़ 2 असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के लिए कुल अंक वे मूल योजना के अनुसार हैं इसलिए प्रत्येक मूल्यांकन उपकरण को आवंटित कुल अंक मूल योजना और निर्धारित परीक्षण असाइनमेंट और क्विज़ के अनुसार हैं ये सभी ऐसे समय में होते हैं जब तक संबोधित सीओ कक्षाओं में पूरा कर लिया जाता है और संज्ञानात्मक स्तर सभी उचित रूप से नियोजित होते हैं संज्ञानात्मक स्तर पर कितने अंक जो सीओ के संज्ञानात्मक स्तर के समान हैं कितने अंक निचले स्तर पर हैं इन सभी प्लानिंग को पूरा कर लिया गया है यह एक अंतिम तालिका की ओर जाता है जिसे हमने यहां दिखाया है यह सीआईई योजना होगी हालांकि यह थोड़ा विस्तृत दिखता है यह सुनिश्चित करता है कि सीआईई पहले सभी सीओ को संबोधित करता है और फिर उचित संज्ञानात्मक स्तरों पर सीओ को संबोधित करता है और जिस समय मूल्यांकन होता है वह उचित होता है तो यह CIE योजना है जो हमारे पास होनी चाहिए फिर हम एसईई सेमेस्टर के अंत की परीक्षा की ओर बढ़ते हैं इसमें क्या शामिल है केवल एक सेमेस्टर अंत परीक्षा है और इस प्रकार केवल एक मूल्यांकन उपकरण है जिसे नियोजित करने की आवश्यकता है तो एकाधिक मूल्यांकन उपकरणों जैसा कुछ नहीं है केवल एक ही है एसईई उपकरण की संरचना संस्थान से संस्थान विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में काफी भिन्न होती है जाहिर है संरचना जो भी हो उसे पूरे सीओ को संबोधित करना चाहिए वह महत्वपूर्ण बात है इसलिए हमारे पास एसईई के लिए जो योजना है उसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं प्रत्येक सीओ के लिए एसईई के लिए अंक आवंटित करें और फिर प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों के लिए अंक निर्धारित करें तो केवल इन दो चरणों की आवश्यकता है और इन दो चरणों का औचित्य वही है जो CIE के लिए उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि उस सीओ के लिए बिताए गए कक्षा के घंटों के अनुपात और उस सीओ के सापेक्ष महत्व के आधार पर आप उस सीओ के लिए कुल अंक तय करते हैं और फिर तय करते हैं कि सीओ के संज्ञानात्मक स्तर पर कितने अंक हैं और कितने अंक निचले स्तरों पर हैं अब इन मूल्यांकन मदों को एसईई लिखत की संरचना के आधार पर उपयुक्त रूप से संयोजित किया जाना चाहिए यह एक अतिरिक्त कदम है क्योंकि अक्सर एसईई की एक निश्चित संरचना होती है और अंतिम एसईई उपकरण बनाने के लिए मूल्यांकन मदों को उचित रूप से संयोजित करने की आवश्यकता होती है हम संभावित संरचनाओं पर एक नजर डालेंगे इसलिए वे विवरण में बहुत व्यापक रूप से भिन्न हैं लेकिन उनमें से लगभग सभी कुल 100 अंकों के लिए हैं हालांकि बाद में उन्हें 50 तक बढ़ाया जा सकता है यदि एसईई सीआईई अनुपात 5050 हैं फिर इन 100 अंकों को बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा यदि वे 2080 सीआईई एसईई के अनुपात में हैं तो उन्हें 80 तक बढ़ाया जा सकता है इसलिए अंततः उन्हें अलग तरह से बढ़ाया जा सकता है लेकिन प्रश्न पत्र ही आम तौर पर कुल 100 अंकों के लिए होता है और आम तौर पर लिखित उतर की आवश्यकता होती है और समयावधि आम तौर पर तय होती है भारतीय परिदृश्य में आमतौर पर 3 घंटे भारत में अभी एसईई प्रश्न पत्र के लिए 3 लोकप्रिय संरचनाएं हैं कई विविधताएं हैं लेकिन मोटे तौर पर तीन प्रकार की संरचनाएं उपलब्ध हैं टाइप 1 इसमें 8 प्रश्न हैं सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं छात्रों को 5 पूर्ण प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है यानी प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है प्रत्येक प्रश्न में उप प्रश्न हो सकते हैं जैसे a b c d लेकिन आमतौर पर उप प्रश्न 4 से अधिक नहीं होते हैं और इन उप प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन काफी मनमाना हो सकता है जैसे मेरे पास 3 उप प्रश्न हो सकते हैं तो मेरे पास 4412जैसे अंक 20 में जोड़ सकते हैं या मेरे पास 668 सकते हैं या मेरे पास 3512हो सकते हैं व्यावहारिक रूप से यह मनमाना है उप प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक उप प्रश्न के लिए आवंटित अंकों के संबंध में प्रशिक्षक स्वतंत्रत है हालांकि अगर ऐसी योजना बनाई जाती है तो हम बाद में देखेंगे कि एक आइटम बैंक बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए उप प्रश्नों के लिए भी किसी प्रकार की संरचना रखना वांछनीय हो सकता है जब हम आइटम बैंकों को देखेंगे तो हम इसकी जांच करेंगे अब इस प्रकार की प्रश्नपत्र संरचना कभी बहुत लोकप्रिय थी लेकिन आज यह वास्तव में किसी भी संस्थान द्वारा पसंद नहीं की जाती है क्योंकि ओबीई ढांचे के नजरिए से कमजोरी यह है कि हमें कुछ सीओ के बारे में कोई प्रदर्शन डेटा नहीं मिल सकता है विशेष रूप से बाद के हिस्से से संबंधित सीओ को छात्रों द्वारा और कभी कभी शिक्षक द्वारा भी छोड़ दिया जा सकता है तो उत्तर दिए जाने वाले 5 प्रश्न सभी पाठ्यक्रम के पहले भाग से संबंधित होंगे और उस भाग से संबंधित सीओ अनिवार्य रूप से केंद्रित हैं यह स्वायत्त संस्थानों द्वारा बहुत पहले ही महसूस किया गया था यह संरचना आज पूरी तरह से अनुकूल नहीं है और बहुत कम संख्या में संस्थान अभी भी इस संरचना का पालन कर रहे हैं व्यावहारिक रूप से यह विषय से बाहर है और हम इस पर और चर्चा नहीं करेंगे टाइप २ यहां यह इस तथ्य पर आधारित है कि अधिकांश ओबीई अपनाया ढांचे में पाठ्यक्रम को आम तौर पर 5 इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है और सेमेस्टर के अंत परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रत्येक इकाई से संबंधित 2 प्रश्न होते हैं और छात्र को इन दो प्रश्नों में से एक पूर्ण प्रश्न का उत्तर देना है इसका मतलब है एक विकल्प है लेकिन इंटरनल चॉइस है 2 प्रश्न एक ही इकाई से संबंधित हैं और छात्र को उनमें से एक का उत्तर देना है अर्थात् विद्यार्थी को प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना होता है तो 10 प्रश्न हैं सभी समान अंकों के हैं और छात्रों को केवल 5 उत्तर देने हैं ऐसा लगता है कि एक बड़ा विकल्प है लेकिन वास्तव में विकल्प 2 में से 1 तक सीमित है इसलिए इकाई 1 से 2 प्रश्न हैं छात्र को 1 प्रश्न का उत्तर देना है इसी प्रकार इकाई 2 से छात्र को 1 प्रश्न का उत्तर देना है इस तरह यह हमेशा 2 में से 1 का विकल्प होता है जाहिर है लाभ यह है कि हमें सभी सीओ के बारे में प्रदर्शन डेटा मिलता है क्योंकि 5 इकाइयों को अनिवार्य रूप से निश्चित संख्या में सीओ के रूप में लिखा जाता है यह काफी लोकप्रिय है और कई स्वायत्त संस्थानों के साथ साथ कई विश्वविद्यालयों ने इन दिनों इस प्रकार को और अधिक प्रमुखता से अपनाया है इस तरह के प्रश्न पत्र को सेट करने के लिए दिशानिर्देश यह होगा कि जाहिर है सभी सीओ को संबोधित किया जाना चाहिए लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु वे दो प्रश्न हैं जिनके बीच विकल्प मौजूद है उदाहरण के लिए पहली इकाई से संबंधित प्रश्न 1 और 2 जिन दो प्रश्नों के बीच विकल्प मौजूद हैं उन्हें सीओ के समान सेट को संबोधित करना चाहिए और संरचना में समान रूप से समान होना चाहिए तभी सीओ के प्राप्ति स्तरों को निर्धारित करने के लिए केवल प्रदर्शन डेटा का उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है यदि प्रश्न 1 CO1 और CO2 को संबोधित कर रहा है तो प्रश्न 2 को CO1 और CO2 को भी संबोधित करना चाहिए और वे संरचना में इस अर्थ में समान रूप से समान होना चाहिए कि यदि CO1 को 8 का भार दिया जाता है और CO2 को एक प्रश्न में 12 का भार दिया जाता है तो विकल्प भी काफी समान होना चाहिए CO1 फिर से 8 अंक CO2 12 अंक उपखंड भिन्न हो सकता है लेकिन आवंटित कुल अंक समान होने चाहिए चुने गए संज्ञानात्मक स्तर भी संरचना में समान होने चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भिन्नता नहीं या न्यूनतम होनी चाहिए तो दूसरे शब्दों में पसंद के लिए पेश किए गए 2 प्रश्न सीओ के संबोधित संज्ञानात्मक स्तरों के संदर्भ में काफी समान होने चाहिए ताकि हमें जो प्रदर्शन डेटा मिलता है वह सीओ के प्राप्ति स्तरों को निर्धारित करने के लिए एक विश्वसनीय हो इसलिए प्रत्येक सीओ को आवंटित अंकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसा कि पहले चर्चा की गई थी उस सीओ को समर्पित कक्षा के घंटों के अनुपात के साथ साथ उस सीओ के सापेक्ष महत्व के बारे में प्रशिक्षक की व्यक्तिपरक धारणा जैसे सीआईई के साथ एसईई के साथ भी हम अंक निर्धारित करने के लिए उसी तर्क का उपयोग करें एक तीसरा प्रकार है जो इन दिनों कुछ विश्वविद्यालयों में अधिक प्रमुख हो गया है जहां प्रश्न पत्र के दो भाग होते हैं भाग ए और भाग बी भाग ए में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं जो पूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हैं और इस भाग को आवंटित कुल अंक कुल 100 में से 10 से 20 तक भिन्न हो सकते हैं शेष अंक भाग बी को आवंटित किए जाते हैं और भाग बी की संरचना एसईई प्रश्न पत्र प्रकार 2 के समान होती है इसका मतलब है पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है प्रत्येक इकाई के लिए 2 प्रश्न हैं छात्र को उन 2 प्रश्नों में से 1 का उत्तर देना है तो चुनाव 2 में से 1 है लेकिन कुल प्रश्न संख्या 10है विद्यार्थी को 5 उत्तर देने हैं प्रत्येक इकाई से 1 अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक प्रश्न में अब कम अंक होंगे क्योंकि भाग ए को कुछ अंक आवंटित किए गए हैं उदाहरण के लिए यदि भाग ए को 20 अंक मिले हैं तो भाग बी को केवल 80 अंक मिले हैं तो 5 प्रश्न समान रूप से 80 के बीच वितरित किए जाते हैं इसलिए प्रत्येक प्रश्न में 20 अंकों के बजाय केवल 16 अंक होंगे अन्यथा संरचना काफी हद तक एसईई प्रश्न पत्र प्रकार II के समान है अब एसईई प्रश्न पत्र सेट करने के लिए दिशानिर्देश काफी सरल हैं भाग ए को सभी सीओ को संबोधित करना चाहिए और फिर भाग ए में कितने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं यह तय कर सकता है कि प्रत्येक सीओ को कितने समर्पित किए जाने चाहिए फिर से प्रत्येक सीओ के सापेक्ष महत्व का उपयोग करते हुए प्रत्येक सीओ के लिए खर्च किए गए घंटों की संख्या की संख्या सीओ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न तय किए जा सकते हैं अब भाग बी के लिए दिशानिर्देश एसईई प्रश्न पत्र टाइप 2 के लिए बिल्कुल समान हैं क्योंकि एसईई प्रश्न पत्र टाइप 2 से वास्तव में कोई अंतर नहीं है केवल अंतर यह है कि यह कम अंकों के लिए है अन्यथा यह वही संरचना है जिसकी हमें आवश्यकता है यहां हमारी सीआईई और एसई है के आंकलन योजना की चर्चा पूरी हो गई है अतः सी आई ई के लिए T 1दी गई संरचना के आधार पर तैयार करना साथ ही यह भी बताना कि T 1कौन से CO पर आधारित है इसकी समय सारणी क्या हैसंज्ञातामक स्तर क्या है तथा इससे सम्बन्धित सामग्री कक्षा में कब तक तय हो जायेगीI टाइप 2 और टाइप 30के अनुसार एस ई ई परीक्षण उपकरण तैयार किजिए यधापि दोनो मे विषेश अंतर नहीं है सिर्फ टाइप 3 में कुछ अंक वस्तुनिष्ट प्रश्न को दिए गए है अपने अभ्यास को taleiisctagmailcom पर शेयर करने के लिए धन्यवाद अगली ईकाई में हम आइटम बैंक डिजाइन करने की प्रक्रिया को समझेंगे आइटम बैंक क्या है इसकी क्या आवश्यकता तथा फायदा है आइटम बैंक की सरंचना क्या है और हम इसको कैसे तैयार कर सकते है इसके साथ ये ईकाई समाप्त होती है ध्यान देने के लिए धन्यवाद